तो सप्ताह के इस अंतिम व्याख्यान में हम कुछ और प्लेसमेंट तकनीकों को देखेंगे बजाय इसके कि वे कैसे काम करते हैं तो यह व्याख्यान 14 है तो हम एक दिलचस्प एल्गोरिथ्म के साथ शुरू करते हैं जो मेल्विन ब्रेउर द्वारा प्रस्तावित है यह एक प्लेसमेंट तकनीक है जो विभाजन तकनीक को प्रतिस्थापित करती है जहां विचार अवधारणा में बहुत सरल है सामान्य रूप से देखें कि हम क्या करते हैं हम सर्किट विभाजन करते हैं हम ब्लॉकों के अलग अलग मॉड्यूल बनाते हैं फिर हम ब्लॉकों को डालते हैं लेकिन यहां वह कहते हैं कि जब हमारे पास एक नेटलिस्ट होता है तो हम बार बार विभाजन को इस तरह से करते हैं कि एक पर प्रत्येक विभाजन को काफी छोटा किया जाता है ताकि हम इसे सीधे सेल में रख सकें इसलिए विभाजन और प्लेसमेंट दोनों एक साथ चल रहे हैं इसलिए यदि हमारे पास प्लेसमेंट के लिए 2 आयामी क्षेत्र है जो आम तौर पर पूर्ण कस्टम डिजाइन शैली या गेट सरणी डिज़ाइन शैली के मामले में है तो आप इस तरह की प्लेसमेंट रणनीति का उपयोग बहुत प्रभावी ढंग से कर सकते हैं तो यह एक प्लेसमेंट रणनीति है जो विभाजन तकनीक का उपयोग करती है इसलिए दी गई सर्किट नेटलिस्ट को बार बार या उत्तरोत्तर दो या अधिक उप सर्किटों में विभाजित किया जाता है हर चरण में दो उप सर्किट क्योंकि आप प्रत्येक पुनरावृति में 1 विभाजन 1 स्लाइस का उपयोग कर रहे हैं इसलिए एक सर्किट दिया जाता है यदि आप एक स्लाइस बनाते हैं तो आपको वहां से 2 सर्किट मिलेंगे इसलिए हर कदम पर आप किसी प्रकार का विभाजन कर रहे हैं आप इसे द्वि विभाजन कह सकते हैं इसे 2 में विभाजित कर सकते हैं लेकिन कई ऐसे विभाजन जो आप बार बार कर रहे हैं आप द्वि विभाजन का एक क्रम कर रहे हैं जब तक कि आप एक मुकाम पर नहीं पहुंच जाते हैं जहां आपके द्वारा बनाए गए प्रत्येक टुकड़े को सीधे रखा जा सकता है तो कुछ मुख्य विचार यह है कि विभाजन के हर स्तर पर आप ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज स्लाइस का उपयोग करते हैं ताकि उपलब्ध लेआउट क्षेत्र को वैकल्पिक रूप से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर उप भागों में विभाजित किया जाए मान लीजिए कि मेरे पास लेआउट क्षेत्र प्रकृति में आयताकार है तो मान लीजिए कि मैं इस तरह एक ऊर्ध्वाधर विभाजन के साथ शुरू करता हूं मैं इसे 2 टुकड़ों में विभाजित करता हूं फिर मैं एक क्षैतिज विभाजन का उपयोग करता हूं मैं इसे 4 टुकड़ों में विभाजित करता हूं मैं फिर से इसका उपयोग करता हूं इस तरह से इसे एक ऊर्ध्वाधर विभाजन कहते हैं इसलिए 2 और टुकड़े बनाए जाते हैं इस तरह फिर से एक ऊर्ध्वाधर विभाजन 2 और टुकड़े जो मैंने बनाए हैं फिर से इस तरह से एक क्षैतिज विभाजन इस तरह से इसे दोहराते हुए चलते हैं अब इस क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर विभाजन का क्रम अलग अलग हो सकता है इसलिए ऐसी कई विभाजन रणनीतियाँ हैं उनमें से 2 रणनीतिओं को हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से देखेंगे लेकिन विचार यह है आप विभाजन बनाने के लिए बार बार ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज स्लाइसों का उपयोग करके एक दिए गए आयताकार स्थान को विभाजित करते हैं अंत में आपको ये विभाजन मिलेंगे जिन्हें सीधे सिलिकॉन फर्श पर रखा जा सकता है इसलिए मूल विचार यह है कि इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखा जाता है जब तक कि प्रत्येक विभाजन सब सर्किट एक सिंगल गेट ना हो जिसकी लेआउट क्षेत्र पर एक जगह है यहां आप इस समस्या को गेट सरणी प्लेसमेंट से संबंधित कर सकते हैं गेट सरणी में आपके पास गेट्स की एक सरणी है यहां हम विभाजन पर विभाजन करके गेटों पर पहुंचते हैं तो इन गेट्स में से प्रत्येक को गेट ऐरे में एक विशेष गेट में रखा जा सकता है अब ब्रेउर ने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कटौती के कई दृश्यों का प्रस्ताव दिया है इन्हें कट ओरिएंटेड सीक्वेंस कहा जाता है अब जब ये कटौती प्रस्तावित की जाती है तो आप देखते हैं कि एक महत्वपूर्ण बिंदु है इस आरेख में देखें मान लें कि मैंने इन पंक्तियों को दिखाया है जैसे कि मैं बीच में सर्किट काट रहा हूं लेकिन यह बिल्कुल ऐसा नहीं है तो जो किया गया है वह इस तरह है मैं 1 चरण के लिए चित्रण कर रहा हूं आइए हम एक बहुत छोटा उदाहरण लेते हैं मेरे पास कुछ गेट हैं हम एक बहुत छोटा उदाहरण लेते हैं मान लें कि मेरे पास इस तरह एक सर्किट नेटलिस्ट है अब इस आरेख में मैंने कहा है कि मैं बीच में एक ऊर्ध्वाधर कटौती के साथ शुरू करता हूं लेकिन वास्तव में यह मध्य केवल दृष्टांतों के प्रयोजनों के लिए है यह बिल्कुल मध्य नहीं है जो मैं काट रहा हूं क्या आप देख रहे हैं कि मेरे पास 4 5 6 7 9 10 10 द्वार है तो मान लीजिए कि मैं इन गेटों का एक अच्छा विभाजन प्राप्त करने के लिए कर्निघन लिन द्वि विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग कर रहा हूं इसलिए मुझे नहीं पता है कि सबसे अच्छा विभाजन कौन सा है मान लें कि यह एक अच्छा विभाजन है तो मेरे पास इस तरफ 5 गेट हैं मेरे पास दूसरी तरफ 5 गेट हैं इसलिए मेरा उद्देश्य आकार या कटौती लाइनों की संख्या को कम करना है जो काट रहे हैं अब इस मामले में यह 1 2 3 4 5 लाइनें काट रहा हूँ इसलिए कटाई 5 है इसलिए जब भी मैं इन पंक्तियों को दिखा रहा हूं जैसे कि वे इसे 2 में विभाजित कर रहे हैं तो यह अंधा विभाजन नहीं है लेकिन आप इसे देखें कट साइज मिनिमाइजेशन सब प्रॉब्लम आप इसे इस तरह से काटें कि कट्स सही हो जाए इसलिए इन चरणों में से प्रत्येक में हर चरण पर उन्मुख अनुक्रम हैं आप वास्तव में कटौती को कम करने की कोशिश कर रहे हैं अब 2 वैकल्पिक कट सीक्वेंस हैं इसका मतलब यह है कि इसे यहाँ चित्रित किया जाएगा वास्तव में ब्रेउर ने उदाहरण दिया तथा कुछ और कहा लेकिन हम उदाहरण के साथ उनमें से केवल 2 को दर्शा रहे हैं तो आप जानते हैं कि वास्तव में क्या किया जा रहा है तो यह उदाहरण ब्लॉक स्तर की नेटलिस्ट है जो हम अच्छी तरह से उदाहरण के लिए विचार कर रहे हैं ये सर्किट में से प्रत्येक एक गेट को सही इंगित कर सकते हैं और हम मान रहे हैं कि मोटी किनारों वहाँ 4 मोटी किनारों 5 मोटी किनारों का वजन 1 है वे कुछ अर्थों में महत्वपूर्ण हैं और पतले किनारों का वजन आधा 05 है इसलिए जब आप एक कट बनाते हैं तो आपको कट आकार के अनुसार अनुमान लगाना होगा इसलिए पहली विधि में जिसे क्वाडरेचर मिन्कट प्लेसमेंट कहा जाता है विचार लेआउट को 2 कटलाइन के साथ 4 भागों में विभाजित करना है 1 ऊर्ध्वाधर 1 क्षैतिज दोनों केंद्र के माध्यम से गुजरते हैं जैसे मैंने पहले सचित्र किया है एक लेआउट दिया है जिसे आप लंबवत काटते हैं क्षैतिज रूप से काटते हैं आपको 4 टुकड़े मिलते हैं अब जब आप एक कट बनाते हैं जैसा कि मैंने कहा है तो आप कट आकार को कम करने की समस्या पर विचार करते हैं आप इस उद्देश्य के लिए कर्निघन लिन एल्गोरिथ्म का उपयोग कर सकते हैं अब यह विभाजन प्रक्रिया प्रत्येक तिमाही में पुनरावर्ती रूप से लागू होती है इन 2 पंक्तियों के बाद साधन देखें आपने पूरे लेआउट को 4 टुकड़ों में विभाजित किया है अब इन 4 टुकड़ों में से प्रत्येक आप फिर से ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज कटौती के अधीन हैं इसलिए आप तब तक दोहराए जाते हैं जब तक कि प्रत्येक छोटे टुकड़े वांछित आकार के न हो जाएं तो आइए एक उदाहरण के साथ देखें तो यह उदाहरण ब्लॉक स्तरीय नेटलिस्ट था तो हम इसके साथ शुरू करते हैं इसलिए मैं केवल समाधान दिखा रहा हूं तो यहां इन बिंदीदार रेखा का मतलब है कि मैं एक ऊर्ध्वाधर कटौती के साथ शुरू कर रहा हूं और वास्तव में यह सबसे अच्छा ऊर्ध्वाधर कटौती है यदि आप कर्निघन लिन एल्गोरिथ्म लागू करते हैं तो यह सबसे अच्छा ऊर्ध्वाधर कट होगा जो नेटलिस्ट को 2 भागों में विभाजित कर रहा है तो इन 2 भागों को इन 2 गुलाबी आयतों द्वारा दिखाया गया है इसलिए मैंने पहले ही 2 नेटलिस्ट को 2 विभाजन में विभाजित किया है अब इन विभाजनों में से प्रत्येक को आप अब एक क्षैतिज कटौती के अधीन कर रहे हैं फिर से आप कर्निगन लिन एल्गोरिथ्म लागू करते हैं तो यह सबसे अच्छा कटौती होगा इसलिए इस कटौती को करने के बाद आप विभाजित करते हैं आपने पहले ही नेटलिस्ट को गुलाबी आयतों द्वारा दिखाए गए 4 भागों में विभाजित किया है तो फिर से आप बाईं ओर एक ऊर्ध्वाधर कटौती के साथ शुरू करते हैं तो इन 2 आयताकार ब्लॉकों को 2 और 2 में विभाजित किया जाएगा तो मान लें कि कटौती इस तरह से हैं तो बनाए गए विभाजन इस तरह होंगे जैसे यह m i और e a अब दाहिने हाथ की तरफ एक ऊर्ध्वाधर कटौती लागू करें इसलिए ये 2 ब्लॉक अब समान रूप से विभाजित हो जाएंगे तो वे इस तरह इस तरह से बन जाएंगे इसी तरह आप इन 4 आयतों को विभाजित करने के लिए शीर्ष पर एक क्षैतिज कटौती और इन 4 आयतों को विभाजित करने के लिए नीचे की ओर एक क्षैतिज कट लागू करें तो अंत में आप 16 आयतों पर पहुँचते हैं जहाँ प्रत्येक आयत में केवल 1 गेट या 1 नोड होता है तो यह मेरी वांछित अंतिम स्थिति है तो आप देखते हैं कि शुरू में मेरा ग्राफ ख़राब था लेकिन इसे पूरा करने के बाद मुझे यहाँ n मिल गया है मुझे यहाँ b मिल गया है मुझे यहाँ c मिल गया है मुझे यहाँ g मिल गया है आप देखें कि शुरू में b यहाँ था शुरू में c यहाँ था लेकिन वे एक स्थिति में आ गए हैं जो हर कदम पर कटौती को कम करने का संकेत देता है क्योंकि c जो यहाँ है यह यहाँ इस कदम पर चला गया है यह इस चरण में यहाँ आ गया है और यह वहीं रहा इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं नेत्रहीन रूप से गेटों को काट रहा हूं प्रक्रिया के दौरान भी घूम रहे हैं और यह अंतिम प्लेसमेंट है जो मुझे मिलेगा तो यह पहली विधि है अब दूसरी विधि को रिकर्सिव बाईपार्टिशनिंग मिन्कट प्लेसमेंट कहा जाता है फिर से आप देखते हैं कि विधि समान है लेकिन कट लाइनों का क्रम थोड़ा अलग है जैसा कि मैं एक उदाहरण के साथ दिखाऊंगा यह फिर से ऊर्ध्वाधर क्षैतिज कटौती लाइनों का उपयोग करके एक पुनरावर्ती विभाजन है लेकिन मैं इसकी मदद से समझाऊंगा कि उदाहरण कैसे है इसलिए मैं वही उदाहरण लेता हूं तो मैं एक ऊर्ध्वाधर कट के साथ 2 आयतों में विभाजित करना शुरू करता हूं लेकिन लेआउट में क्षैतिज कटौती के बजाय मैं केवल एक हब काट रहा हूं इसलिए मैं इसे काट रहा हूं मुझे यह मिल रहा है फिर मैं दायीं तरफ का आधा हिस्सा काट रहा हूं और फिर मुझे यह मिल रहा है फिर मैं लंबवत 4 में से एक को काट रहा हूं फिर मैं इसे काटता हूं फिर मैंने इस को काट दिया फिर मैंने इसे काट दिया और आखिरकार यहाँ मैं चित्र 1 में दिखा रहा हूँ मैंने इसे काट दिया है मैंने इसे काट दिया है 8 कट हैं जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ तो आखिरकार फिर से मुझे एक विभाजन मिलता है अब एक चीज जिसे आप देखते हैं आप पिछले डिजाइन पर वापस जाते हैं आप फाइनल देखते हैं यह आपका अंतिम विभाजन है आप देखते हैं कि यह विभाजन बहुत अच्छा विभाजन नहीं दिखता है क्योंकि आप देखते हैं कि कई तार हैं जो N से O तक बहुत लंबे चल रहे हैं O से P तो J से K हैं कई तार हैं जो बहुत लंबे हैं इसलिए यदि आप तार की लंबाई की गणना करते हैं यदि आप मैनहट्टन की दूरी लेते हैं तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि यह समाधान मेरे यहां मिलने की तुलना में बदतर है आप यहाँ देखते हैं कि केवल 2 या 3 कनेक्शनों के अलावा अन्य कनेक्शन स्थानीयकृत हैं इसलिए वे सभी पड़ोसी के बीच हैं तो यह विधि अन्य की तुलना में बेहतर समाधान देती है लेकिन निश्चित रूप से यह संयोग से हुआ है आप यह नहीं कह सकते हैं कि किसी भी मेटलिस्ट के लिए जो मैं आपको देता हूं यह विधि आपको अन्य की तुलना में सबसे अच्छा समाधान देगी तो ब्रेउर ने कटौती के ऐसे 4 या 5 प्रस्तावों का प्रस्ताव रखा और आप उन्हें लागू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उनमें से कौन बेहतर परिणाम दे रहा है और बेहतर वाला चुन लें यह मूल विचार है अब ठीक है कि किसी भी विभाजन आधारित प्लेसमेंट एल्गोरिथम के साथ एक संबद्ध समस्या है और इसे टर्मिनल प्रसार नामक एक प्रक्रिया का उपयोग करके हल किया जा सकता है इसलिए यह सत्र एक सरल उदाहरण के साथ सचित्र है विचार इस प्रकार है विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रत्यक्ष उपयोग शुद्ध लंबाई बढ़ा सकता है क्योंकि पहली विधि ने हमें दिखाया था इससे कुछ क्षेत्रों में चैनलों में भीड़ भी बढ़ सकती है बहुत सारी लाइनें होंगी यह भी पहली विधि में देखा गया था तो इससे बचने के लिए टर्मिनल प्रसार नामक एक विधि का उपयोग किया जाता है जिसे मैं एक उदाहरण के साथ दिखाता हूं जहां एक डमी टर्मिनल की अवधारणा का उपयोग किया जाता है जो विभाजन सीमा की ओर प्रचारित होता है इसलिए मैं उदाहरण के साथ समझाऊंगा तब आप समझ पाएंगे कि यह क्या है आइए हम एक उदाहरण लेते हैं ये बहुत सरल उदाहरण हैं 2 ब्लॉक यह A और B हैं वे जुड़े हुए हैं यदि मैं पहली पद्धति की तरह एक सरल विभाजन आधारित अनुमान का उपयोग करता हूं तो मैं अन्य ब्लॉकों को विभाजित करने के लिए जाता हूं मैं नहीं दिखा रहा हूं मैं केवल A और B दिखा रहा हूं जैसा कि आप विभाजन पर जाते हैं ऐसा हो सकता है कि A यहां उतर जाएगा और B वहां पर उतर जाएगा तो A और B को जोड़ने से एक लंबी अंतर कनेक्शन लाइन शामिल होगी इसका मतलब है एक लंबी देरी होगी लेकिन टर्मिनल प्रचार की अवधारणा कुछ इस तरह है कि जब आप किसी क्षैतिज चीज़ का उपयोग करके किसी लेआउट का विभाजन करते हैं तो आप यह देखते हैं यह AB जुड़ा हुआ था आप एक विभाजन कर रहे हैं इसलिए जब आप विभाजन करते हैं तो आप देखते हैं कि यह एक तार या एक जाल काट रहा था तो आप क्या करते हो आप विभाजन जंक्शन पर एक डमी टर्मिनल पेश करते हैं इसलिए जब आप 2 विभाजन निकालते हैं तो इस डमी जंक्शन की 2 प्रतियां होंगी लेकिन एक बात जो आपको याद है लेकिन ये 2 डमी जंक्शन वास्तव में एक ही नेट का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए जब आप अन्य ब्लॉकों को स्थानांतरित करते या काटते हैं और लागत की गणना करते हैं इसलिए यदि आप इन डमी जंक्शनों को बहुत दूर ले जाते हैं तो उस लागत को भी ध्यान में रखा जाता है तो आपको B या A को बहुत दूर ले जाने की अनुमति नहीं है जैसे यहां दिखाया गया है ये 2 डमी टर्मिनल हमेशा एक दूसरे के करीब रहेंगे जो A और B को एक दूसरे के करीब भी बनाएंगे तो यह केवल एक बहुत ही सरल चित्रण है जो मैंने दिया है लेकिन वास्तव में एक व्यावहारिक मामले में टर्मिनल प्रसार प्रक्रिया बहुत जटिल है क्योंकि नेट बहुत जटिल हो सकता है बड़ी संख्या में ब्लॉक बड़ी संख्या में चौराहे कनेक्शन लाइनें इसलिए वहां बड़ी संख्या में डमी टर्मिनल होंगे तो फिर से यहाँ उपयोग किए जाने वाले बहुत सारे आंकड़े हैं तो यहाँ हम एक और रचनात्मक प्लेसमेंट एल्गोरिथ्म को देखते हैं जो बहुत ही सरल है अब हमने अपने पिछले व्याख्यान में पहले देखा था कि बल निर्देशित प्लेसमेंट एल्गोरिदम का उपयोग रचनात्मक अर्थ में भी किया जा सकता है जहाँ आप एक समय में एक ब्लॉक रख सकते हैं इसका 0 बल स्थान ढूँढ सकते हैं और इसे वहाँ रख सकते हैं इस तरह आप गुच्छों को बना सकते हैं या विभाजन बढ़ता है तो आप यहाँ बहुत सरल दृष्टिकोण रख सकते हैं इसे क्लस्टर ग्रोथ एल्गोरिथम कहा जाता है आप नीचे दिए गए अप्रोच के किसी प्रकार का उपयोग करते हैं तो आप क्या करते हो मान लीजिए कि मेरे पास किसी भी स्तर पर आंशिक रूप से पूरा किया गया लेआउट है मान लीजिए कि पहले से रखे गए ब्लॉकों का एक प्रतिशत पहले से ही है दूसरे ब्लॉक जिन्हें आपको रखना है आप क्या करते हैं कि आप शुरू में ब्लॉक में से एक को जगह देते हैं आप इसे सीड कहते हैं अन्य ब्लॉकों को एक एक करके चुना जाता है और कनेक्टिविटी के आधार पर ब्लॉक के करीब रखा जाता है कि वे दूसरे ब्लॉकों से कैसे जुड़े हैं जो विभाजन बनाता है जैसे आप देखते हैं कि मैं एक उदाहरण दे रहा हूं मान लें कि मेरे पास इस तरह का एक नेटलिस्ट है 6 नोड्स हैं मान लीजिए कि कनेक्शन वेट इस तरह हैं आइए हम इन शीर्षकों को कुछ नाम देते हैं A B C D E और F अब मान लेते हैं कि मेरे पास एक विभाजन है जिसे मैं एक क्लस्टर बना रहा हूं मैंने पहले ही A और D रखा है इसी तरह की विधि पर हमने पहले चर्चा की है इसलिए यहां मैंने पहले से ही A और D रखा है जो दृढ़ता से जुड़ा हुआ है इसलिए जो मैं कह रहा हूं वह यह है कि शेष एक के बीच मैं उन्हें एक समय में जोड़ता हूं संभवतः कनेक्टिविटी पर निर्भर करता है B काफी दृढ़ता से जुड़ा हुआ है इसलिए हो सकता है कि अगले चरण में मैं B 10 रखूं अगले चरण में शायद मैं C रख रहा हूं क्योंकि यह दृढ़ता से बाकी 8 और 6 से जुड़ा हुआ है मुझे यकीन है कि यहां एक और कड़ी है जो मुझे याद है मान लें कि यह 3 है इसलिए अब यदि मेरे विभाजन का आकार 4 है तो यहाँ रुकें तो A B C D इन 4 को पहले से ही एक विभाजन में रखा गया है अब मैं इसे दूसरे के लिए दोहराता हूं आपके द्वारा दोहराए जाने वाले अन्य कोने हो सकते हैं और आप 7 विभाजन का निर्माण करने का प्रयास करते हैं इसलिए प्रत्येक विभाजन में आपके द्वारा लगाए जाने वाले वर्टिकल की अधिकतम सीमा हो सकती है आप इसे करते हैं फिर आप अगले विभाजन पर जाते हैं तो जैसे कि यह एक क्लस्टर की तरह है जिसे आप प्रारंभिक बिंदु से शुरू कर रहे हैं आप क्लस्टर को कुछ अधिकतम स्वीकार्य आकार तक बढ़ा रहे हैं इसलिए आपके द्वारा ऐसा करने के बाद आप अगले क्लस्टर में जाते हैं इस तरह से आप ब्लॉक के प्लेसमेंट में विभाजन बनाते हैं इसलिए इस तरह के क्लस्टर विकास एल्गोरिदम का उपयोग करके निर्मित लेआउट आमतौर पर अच्छा नहीं होता है क्योंकि यह सीधे इंटर कनेक्शन विवरण को ध्यान में नहीं रखता है वास्तव में वे कैसे जुड़े हुए हैं और कनेक्शन लंबाई क्या है केवल बस कनेक्शन की संख्या को ध्यान में रखा जाता है लेकिन इस पद्धति की कुछ उपयोगिता है जैसे यह प्रारंभिक प्लेसमेंट उत्पन्न करने के लिए उपयोगी हो सकती है जिसका उपयोग सिम्युलेटेड एनीलिंग जैसे पुनरावृत्त सुधार एल्गोरिदम में किया जा सकता है कि सिम्युलेटेड एनीलिंग के लिए हम एक प्रारंभिक प्लेसमेंट के साथ शुरू करते हैं अब हम इस क्लस्टर ग्रोथ एल्गोरिदम का उपयोग कर सकते हैं जो कि प्रारंभिक प्लेसमेंट बनाने के लिए बहुत तेज़ है इसलिए प्रारंभिक प्लेसमेंट को पूरी तरह से बेतरतीब ढंग से बनाने के बजाय हम कुछ बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम एक अच्छा प्लेसमेंट बना सकें फिर हम इसे सिम्युलेटेड एनीलिंग टोन देते हैं तो यह उस पर सुधार कर सकते हैं तो यह विचार है तो यह क्लस्टर ग्रोथ एल्गोरिथ्म के लिए छद्म कोड है तो B उन ब्लॉकों के सेट को दर्शाता है जिन्हें रखा जाना है आप एक ब्लॉक S का चयन करते हैं जिसे आप B से सीड कहते हैं कुछ हेयुरिस्टिक हो सकते हैं आप उस ब्लॉक का चयन करते हैं जो अधिकतम जुड़ा होता है जो आपका सीड हो सकता है आप सिंगल लेआउट एक जगह रखते हैं S को B से हटा दें जब तक कि B खाली रिपीट नहीं होता है B से X ब्लॉक का चयन करें X को लेआउट में रखें और X को B से से हटा दें यह ऐसा है जैसे आप पूरी बात को पूरा कर रहे हैं लेकिन एक और प्रतिबंध हो सकता है जैसा कि मैंने कहा है जो यहां नहीं दिखाया गया है तो इन समूहों में से प्रत्येक का अधिकतम आकार हो सकता है इसलिए एक बार जब आप अधिकतम आकार तक पहुंच जाते है तो आप अगले क्लस्टर के लिए चयनात्मक सीड शुरू कर सकते हैं तो इस तरह से कई क्लस्टर C1 C2 C3 बन सकते हैं अब अंतिम रूप से हम प्रदर्शन संचालित प्लेसमेंट पर कुछ संक्षिप्त टिप्पणी करें आप देखें कि हम बाद में फिर से इस प्रदर्शन संचालित मुद्दों पर आएंगे इसलिए जब हम समय विश्लेषण और अन्य संबंधित मुद्दों के बारे में बात करते हैं तो अब यहां मुद्दा यह है कि चिप स्तर पर देरी काफी महत्वपूर्ण है और यह महत्वपूर्ण रास्तों की पहचान करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो बदले में क्लॉक की आवृत्ति निर्धारित कर सकते हैं जो बदले में चिप्स के समग्र प्रदर्शन को निर्धारित कर सकता है और यह देरी अक्सर इंटर कनेक्शन के कारण होती है खराब वायरिंग या खराब प्लेसमेंट के कारण चिप स्तर पर बड़ी देरी हो सकती है अब जैसे जैसे ब्लॉक छोटे और छोटे होते जाते हैं ट्रांजिस्टर में ब्लॉक आप कह सकते हैं ट्रांजिस्टर छोटे होते जा रहे हैं चिप्स भी छोटे होते जा रहे हैं तो अब अंतर्संबंध विलंब एक प्रमुख मुद्दा बन गया है क्योंकि अब गेट विलंब और इंटरकनेक्शन विलंब लगभग तुलनीय हैं इसलिए पहले गेट की देरी बहुत बड़ी थी इसलिए आप इंटरकनेक्शन देरी को अनदेखा कर सकते हैं लेकिन अब आप नहीं कर सकते इसलिए चिप्स में उच्च प्रदर्शन सर्किट के लिए प्लेसमेंट एल्गोरिदम नेट के अंतर कनेक्शन की अनुमति देगा जहां कुछ समय की बाधाएं हो सकती हैं मैं कह सकता हूं कि आप इस तरह से रूटिंग करते हैं कि आपकी अधिकतम देरी कुछ डेल्टा मान से अधिक नहीं होनी चाहिए जिसे उपयोगकर्ता द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है इसलिए एल्गोरिदम को मोटे तौर पर 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है 1 नेट पर नेट आधार पर काम करता है तो याद करें कि नेट क्या है एक नेट पिन का एक कनेक्शन है जिसे कनेक्ट करना होगा वे उसी अर्थ में समान संभावित नेट से संबंधित हैं इसलिए नेट आधारित दृष्टिकोण में हम नेट पर नेट के आधार पर नेट पर व्यक्तिगत रूप से समय की कमी को पूरा करने के लिए नेट को रूट करने का प्रयास करते हैं हम रास्तों पर विचार नहीं करते हैं हमारे कहने का अर्थ यह है कि मुझे एक परिदृश्य मिल सकता है जहाँ हम गेटों के स्तर पर एक छोटे सर्किट पर विचार करें आइए हम इसे लेते हैं इस प्रकार यदि आप इसे देखते हैं तो तारों का यह सेट 1 2 3 4 है क्योंकि वे एक जाल बनाते हैं क्योंकि यह पिन यहाँ यह पिन यहाँ यह पिन यहाँ और यह पिन वे समान क्षमता वाले हैं इसलिए हम इस नेट पर व्यक्तिगत रूप से विचार करते हैं हम इस नेट की देरी को कम करने की कोशिश करते हैं इस NAND गेट के आउटपुट से अधिकतम देरी इन NAND गेट्स के इनपुट तक हम इस देरी को कम करने का प्रयास करते हैं लेकिन हम अपने इनपुट से मेरे अंतिम आउटपुट तक के रास्ते पर विचार नहीं करते हैं जो कि कुल देरी है मैं इस पर पूरी तरह से विचार नहीं कर रहा हूं मैं इसे नेट पर नेट आधार पर देख रहा हूं इसी तरह अगर यहाँ मैं फिर से जा रहा हूँ इसलिए मैं यहां एक और नेट करूंगा यहां एक और नेट होगा इसलिए मैं इस देरी को कम करने की कोशिश करूंगा नेट की तरह नेट पर नेट आधार पर हम आगे बढ़ेंगे इसलिए प्रत्येक नेट के लिए समय की आवश्यकता को तय किया जाना चाहिए और आमतौर पर किसी प्रकार का टाइमिंग विश्लेषण उपकरण उपलब्ध होता है जो नेट लंबाई पर सीमा बनाता है जिसे प्लेसमेंट के दौरान संतुष्ट होना चाहिए उदाहरण के लिए मैं कहता हूं कि मुझे अपने सर्किट की कुछ विशेष क्लॉक आवृत्ति पर काम करने के लिए आवश्यकता है तो आप एक विश्लेषण कर सकते हैं और आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस विशेष क्लॉक में मेरे सर्किट को काम करने के लिए मेरी अधिकतम नेट लंबाई कभी भी इससे अधिक नहीं हो सकती है यदि यह इससे अधिक है तो इस आवश्यकता को पूरा करना मुश्किल हो सकता है तो इस तरह की बाधा हो सकती है अन्य दृष्टिकोण शायद आप इनपुट से आउटपुट क्रिटिकल पथों पर विचार करते हैं आप रास्तों के साथ कुल देरी को देखते हैं और देखते हैं कि महत्वपूर्ण पथ कुछ क्लॉक समय की कमी का उल्लंघन कर रहे हैं या नहीं और आप ब्लॉक को इस तरह से रखने की कोशिश करते हैं कि पथ विशेष रूप से महत्वपूर्ण पथ वे समय बाधा का उल्लंघन नहीं करते हैं न केवल यह कि कुछ मार्ग जो शुरू में महत्वपूर्ण नहीं हो सकते हैं लेकिन आपके द्वारा उन्हें रखे जाने के बाद शायद कुछ अन्य मार्ग महत्वपूर्ण हो गए हैं आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रास्ते की ऐसी आलोचना उनके देरी से बढ़ने की समय की कमी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करना चाहिए उन्हें हर समय नेट होना चाहिए अब हम बाद में इन चीजों को देखेंगे जब हम इस स्थिर समय विश्लेषण और शायद और ऐसे संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे इसलिए इसके साथ हमने विभिन्न प्लेसमेंट एल्गोरिदम को देखा है अब इस सप्ताह में हमने भौतिक डिजाइन की प्रारंभिक समस्याओं को देखा है जैसे कि विभाजन फ्लोरप्लानिंग और प्लेसमेंट तो इसके साथ हम इस व्याख्यान के अंत में आते हैं अगले व्याख्यान में हम रूटिंग पर अपनी चर्चा शुरू करेंगे धन्यवाद